ठीक है तो आइए हम उन दो उदाहरणों को लेते हैं जो उन समस्याओं के संदर्भ में हमारे लिए सहायक हैं जिन्हें हम देख रहे हैं तो एक उदाहरण है अब अगर मुझे कॉसिन 4000t पर कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल मिला तो यह मेरा सिग्नल है ठीक है इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज है अगर मैं 6000 हर्ट्ज की सैंपलिंग अवधि या 6000 हर्ट्ज का सैंपल फ्रीक्वेंसी या 16000 का सैंपल पीरियड लेता हूं तो हमें मिलने वाला डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है तो xc का मूल्यांकन tnTS पर किया जाता है जो कि cos4000πnTscos2π3n हो जाता है ठीक है तो इस मामले में इस्तेमाल की गई सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी S2πTs12000π ठीक थी अब किसी भी अन्य कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज नहीं मेरे लिए एक ही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का उत्पादन करेगी जब एक ही दर पर सैंपल हैं क्या यह एक ही बात का उत्पादन करने के लिए एक और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए संभव है तो क्या स्थितियाँ स्पष्ट हैं मैं वही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल चाहता हूं और मैं यह भी चाहता हूं कि वही स्थिति संतुष्ट हो ठीक है तो क्या यह संभव है मुझे कुछ सुझाव दें तो मेरे पास cos2π3n है यह cos2π3n 2πn के समान है ठीक है वास्तव में यह 2π में से किसी भी एक से अधिक हो सकता है कुछ भी नहीं बदलता है ठीक है तो अब सैंपल फ्रीक्वेंसी और के बीच संबंध क्या है इसलिए मूल रूप से अगर मेरे पास एक सिग्नल है एक डिस्क्रीट टाइम मूल रूप से यह मेल खाती है अगर मैं गणना को फिर से करना चाहता था तो यह बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी के अनुरूप होगा लेकिन फिर भी मैप करेगा cos2π3n क्या तुमको वो दिखता है आप वास्तव में पा सकते हैं आप अनंत संख्या में फ्रेक्वेंसीएस को पा सकते हैं जो इसमें मैप होंगी इसलिए हमारे लिए यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सैंपलिंग की प्रक्रिया या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के उत्पादन की प्रक्रिया कभी कभी अस्पष्टता पैदा कर सकती है लेकिन ये अस्पष्टताएं हैं जिनका हम लाभ उठाना चाहते हैं और इसलिए इसका लाभ उठाते हैं ठीक है इसलिए मूल रूप से हम जो कह रहे हैं वह यह है कि सैंपलिंग की प्रक्रिया हमारे लिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पैदा करती है इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की व्याख्या कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के संदर्भ में की जा सकती है केवल इस धारणा के तहत कि आपने न्यक्विस्ट को संतुष्ट किया है यदि आपके पास न्यक्विस्ट है तो आपके पास एक अद्वितीय प्रतिनिधित्व है यदि आपके पास जाहिर है कि ये ऐसे मामले हैं जहां न्यक्विस्ट संतुष्ट नहीं होंगे तो न्यक्विस्ट मानदंड संतुष्ट नहीं होंगे इसलिए जब न्यक्विस्ट मानदंड संतुष्ट नहीं है तो आपके पास गारंटी नहीं है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अद्वितीय है हालाँकि यह कोई बुरी बात नहीं है यह नकारात्मक बात नहीं है यह वास्तव में पता चला है कि यह उन बहुस्तरीय तकनीकों में से एक है जिसका हम लाभ उठाएंगे तो यह वैसे आप शायद इसे संदर्भ नाम से जानते हैं जैसे कि बैंडपास सैंपलिंग इसलिए बैंडपास सैंपलिंग एक मल्टीरेट तकनीक का एक और स्वाद है मूल रूप से इसे एक मल्टीरेट तकनीक के रूप में देखा जा सकता है जो 2 चीजें करता है आप छवियों के ओवरलैप के बिना अलियासिंग के बिना एक सिग्नल के सैंपलिंग बनाते हैं सभी स्पेक्ट्रम में सैंपलिंग का उत्पादन किया जाएगा आप स्पेक्ट्रम के उस हिस्से को लेते हैं जिसे आप बेसबैंड मानते हैं तो वास्तव में सैंपलिंग या हमारे संदर्भ में बस सैंपलिंग प्रक्रिया को डाउन कन्वर्शन की विधि फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्शन की विधि ठीक के रूप में भी लिया जा सकता है क्योंकि एक बार जब आप इसका सैंपल लेते हैं तो उदाहरण के लिए यदि यह आपका मूल सिग्नल था तो आपने इसे 6000 हर्ट्ज पर सैंपल लिया और फिर इसे फिर से संगठित किया आपको मूल रूप से 2000 हर्ट्ज पर एक साइनसॉइड मिलेगा यह बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी पर एक साइनसॉइड हो सकता है फिर यह एक उदाहरण है हमारे पास सिर्फ एक टोन है लेकिन हम जिस चीज का प्रदर्शन करना चाहते हैं और जिस पर निर्माण करना चाहते हैं वह है तो मैं तुम्हें उसके साथ छोड़ दूं मुझे यकीन है कि कई उदाहरण हैं जिन्हें हम देख सकते हैं अगली कक्षा में देखेंगे मैं इसे 1 और उदाहरण के साथ फिर से बताऊंगा जहां थोड़ी अधिक स्पष्ट समस्या है जहां हम एक ऐसा मामला उठाएंगे जहां हम जानबूझकर अंडर सैंपलिंग कर रहें हैं और जहां पेनाल्टी है उस पर गौर करें कि हम क्या भुगतान करने जा रहे हैं अब मुझे यह प्रश्न पूछना है मुझे लगता है कि मेरे पास एक सिग्नल है बैंड सीमित है B से B मैं s पर सैंपल करना चाहता हूं ठीक है लेकिन S2B ठीक है तो दूसरे शब्दों में मेरी या इम्पल्स ट्रेन की प्रतियां s के गुणकों पर हैं सिग्नल बैंडविड्थ के लिए जा रहा है ठीक है तो जाहिर है कि इस हिस्से के साथ एक समस्या है क्योंकि प्रतियाँ ओवरलैप हो रही हैं अब जब मैं पुनर्निर्माण करता हूं तो पुनर्निर्माण फ़िल्टर यदि आपको याद है कि हमने कहा था कि यह कट ऑफ s2 के साथ एक आदर्श लौ पास फिल्टर है ठीक है हो सकता है कि मैंने यह निर्दिष्ट नहीं किया पुनर्निर्माण फ़िल्टर एक आदर्श लौ पास फिल्टर है s2 से s2 और क्योंकि सिग्नल की प्रतियों को 1 Ts का स्केलिंग मिला है इसलिए वास्तव में 1 Ts सैंपलिंग का प्रभाव को बाहर निकालने के लिए Ts की स्केलिंग होती है तो ध्यान दें कि पुनर्निर्मित फिल्टर में 2 चीजें हैं एक इसके पास मूल बैंडविड्थ नहीं है क्योंकि मैं s2 के ठीक बाहर कुछ भी पुनर्निर्माण नहीं कर सकता वह मेरी सीमा है और मेरे इनपुट स्पेक्ट्रम का मेरा इनपुट भाग खो गया है इनपुट स्पेक्ट्रम का यह हिस्सा चला गया है यह खो गया है और इनपुट स्पेक्ट्रम का यह हिस्सा वास्तव में विकृत है मेरे इच्छित सिग्नल का कुछ हिस्सा चला गया है जो हिस्सा बना हुआ है वह विकृत है और इसलिए यह एक ऐसा परिदृश्य है जो अत्यधिक अवांछनीय है और यह अलियासिंग की समस्या है जब आप अपर्याप्त सैंपलिंग दर के कारण इनपुट स्पेक्ट्रम के आसन्न प्रतियों के बीच ओवरलैप बनाते हैं तो अलियासिंग होता है अब वही सवाल मेरे पास B से B तक एक बैंड सीमित सिग्नल है मैं इसे s जहां s 2B पर सैंपल लेना चाहता हूं लेकिन मैं अलियासिंग नहीं करना चाहता मैं क्या करूं एंटी एलियासिंग फ़िल्टर तो मेरे लिए एकमात्र विकल्प एक फ़िल्टर लागू करना है जो इसे s2 से s2 तक सीमित करता है तो मुझे जो छोड़ा जाएगा वह एक स्पेक्ट्रम है जो रेंज में है s2 से s2 तक और अब अगर मैं इसे B पर सैंपल लेता हूं तो मुझे मूल रूप से अलियासिंग मुक्त मिलेगा मूल रूप से मैं अलियासिंग से बचता हूं पुनर्निर्माण अभी भी मुश्किल है क्योंकि आप बैंड के किनारे पर जा रहे हैं लेकिन कम से कम मैंने अलियासिंग से बचा लिया है ठीक है लेकिन हम जो भी अध्ययन करते हैं वह केवल तभी उपयोगी होता है जब यह हमारे सामने आने वाली कुछ व्यावहारिक चुनौतियों को समझने में मदद करता है तो चलिए मैं आपको उस तकनीक पर वापस ले जाता हूं जिसका आप सभी आनंद लेते हैं सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग करके संगीत प्रौद्योगिकी ठीक है कॉम्पैक्ट डिस्क हमने कहा कि 441 KHz की सैंपल दर थी और हम 20 KHz तक सभी फ्रेक्वेंसीएस को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो सीडी तकनीक जब आप सीडी सामग्री बना रहे हैं तो यह ए डी डिजिटल कनवर्टरAD digital converter के अनुरूप होगा और यह 441 KHz पर सैंपल होगा क्या मैं सही हू यह एक ए डीAD है क्योंकि आप इसे 16 बिट प्रति सैंपलिंग या 20 बिट प्रति सैंपलिंग पर संग्रहीत करेंगे जो भी आपकी दर है अब अगर मैं 441 पर सैंपल लेने जा रहा हूं तो आप जानते हैं कि आपके पास एंटी अलियासिंग फिल्टर एए फिल्टर होना चाहिए मैं चाहता हूं कि आप एंटी अलियासिंग फिल्टर को डिजाइन करने में मेरी मदद करें एंटी अलियासिंग फिल्टर को दिलचस्पी के सिग्नल के हिस्से में किसी भी विकृति का कारण नहीं होना चाहिए तो 20 KHz तक सभी तरह से अगर मैं इसे संरक्षित करने की कोशिश कर रहा हूं तो यह प्रतिक्रिया में सपाट होना चाहिए यह कहां से कट ऑफ होना चाहिए स्टॉप बैंड एज क्या होना चाहिए 2205 क्योंकि सैंपल फ्रीक्वेंसी का आधा हैं क्योंकि इससे आगे कुछ भी मेरे लिए अलियासिंग पैदा करेगा तो इसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2205 KHz है ठीक है अब जिन्होंने एनालॉग फ़िल्टर डिज़ाइन का अध्ययन किया है वे कौन सी चीज़ें हैं जो एनालॉग फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए जटिल बनाती हैं कुछ पहलू क्या हैं अगर मैं इन शर्तों को लागू करता हूं तो एनालॉग फ़िल्टर जटिल हो जाता है मुझे कुछ मानदंड दें जो एनालॉग फ़िल्टर को डिज़ाइन करना मुश्किल है लागू करना मुश्किल है ठीक है एक तीखापन है जिसके साथ आप पास बैंड से स्टॉप बैंड तक ट्रांजीशन करते हैं विभिन्न संदर्भों में इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है मूल रूप से यदि आपके पास बहुत तेज ट्रांजीशन फिल्टर है तो इसे एक उच्च क्यू फिल्टर भी कहा जाता है कभी भी आपको तेज ट्रांजीशन होता है यह एक समस्या है कभी भी आप एक बहुत बड़ा फ्लैट बाधा डालते हैं यह भी एक समस्या है क्योंकि वह भी हासिल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अधिकांश एनालॉग फ़िल्टर कुछ ऐसा करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो इसका मतलब है कि इसके बजाय आप जो पूछ रहे हैं वह कुछ इस तरह है तो फिर यह वह जगह है जहां यह एक जटिल डिजाइन बन जाता है अब जाहिर है जब आपके पास एक सीडी है तो आप सीडी कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास 441 KHz पर ए डी ADखूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है आपको इसे एंटी अलियासिंग फिल्टर के साथ पूर्ववर्ती करना होगा अब यह एंटी अलियासिंग फ़िल्टर या एनालॉग फ़िल्टर या डिजिटल फ़िल्टर है यह एक एनालॉग फ़िल्टर है क्योंकि आप अभी तक ए डी AD पर नहीं गए हैं तो मूल रूप से आप पहले हैं तो यहां आप कंटीन्यूअस टाइम स्रोत पर हैं जो भी हो आप यह नहीं कह सकते कि अच्छी तरह से आप जानते हैं कि केवल आवाज ही होगी इसलिए यह ठीक है मेरा एनालॉग फ़िल्टर थोड़ा मैला हो सकता है आपको इस तरह का एक फ़िल्टर डिज़ाइन करना होगा तो यह एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समस्या बन जाती है यह इसे एंटी अलियासिंग आवश्यकताओं को बनाता है और बाद में ए डी ADएक जटिल मुद्दा बन जाता है अब इस मामले में मल्टीरेट कैसे हमारी मदद करता है मुझे बस आपको एक जानकारी देनी चाहिए और फिर हम इसे यहाँ से उठाएंगे तो मल्टीरेट कहता है मल्टीरेट तकनीक वास्तव में आपके सभी सीडी प्लेयर वास्तव में इसका उपयोग करते हैं मल्टीरेट डीएसपी कहते हैं कि 441 नहीं चाहते ऐसा मत करो इसके बजाय 441 4 करें जो कि 1764 KHz सैंपल है ठीक है यह करो ठीक है तो अब परिदृश्य क्या होगा अगर यह मेरा ऑडियो स्पेक्ट्रम है जिसे मैं कोशिश कर रहा हूं तो यह कहीं 20 KHz के आसपास है पहले मैं एक एनालॉग फ़िल्टर डिजाइन करने की कोशिश कर रहा था जो इस तरह था 441 पर गिर रहा था और इसका कारण यह था कि मेरा सैंपल दर 441 था लेकिन अब 441 इधर है और 1764 कहीं बाहर है ठीक है तो मूल रूप से जो कहता है कि एनालॉग फ़िल्टर वास्तव में इस तरह का कुछ हो सकता है आप शुरू कर सकते हैं मुझे एक अलग रंग नीला का उपयोग करने दें तो यह यहाँ हो सकता है और फिर धीरे धीरे बंद हो सकता है ठीक है तो कहीं 1762 का आधा हिस्सा हो सकता है जो 882 KHz होगा ठीक है इसलिए मुझे इसे थोड़ा बदलना चाहिए ठीक है वास्तव में यह पता चला है कि यह 882 से आगे भी जा सकता है लेकिन अभी के लिए यह है तो अब हमने क्या किया है हमने 1764 किलोहर्ट्ज़ पर एक डिजिटल सैंपल योजना बनाई है ठीक है अब यहां से आप कैसे जाते हैं मूल रूप से आप अपनी सैंपल दर को कम करना चाहते हैं तो यह एनालॉग फ़िल्टर क्या करता है यह कुछ अन्य संकेतों को भी यहां उपस्थित होने की अनुमति देता है क्योंकि यह अवांछित है इसलिए अगर मैं इसे सही सैंपल दर में लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे इसे एक डिजिटल फिल्टर के साथ पालन करना चाहिए जो कुछ इस तरह दिखता है एक डिजिटल फ़िल्टर जो तब अनचाहे अंशों को काट देगा जो एनालॉग फ़िल्टर ने मुझे दिया था और उसके बाद सैंपल दर को 4 के कारक से कम करें जो एक बहुत ही सरल हो जाता है 14 सैंपल को बनाए रखें ठीक है और आपको अपने परिणामी सिग्नल के रूप में क्या मिलेगा आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा और आपको सैंपल 441 पर मिलेगा इसलिए पहली छवि यहां से थोड़ी दूर होगी यह 441 KHz पर केंद्रित होगा अब 1 एनालॉग फ़िल्टर के बजाय आपके पास एनालॉग फ़िल्टर डिजिटल फ़िल्टर था तो यह एनालॉग फ़िल्टर है डिजाइन करना आसान है आवश्यकताओं के संदर्भ में बिल्कुल भी जटिल नहीं है यह एक बहुत ही कम क्यू फिल्टर डिजिटल फिल्टर एक समस्या नहीं है डिजाइन करने में आसान है हम इसे लागू कर सकते हैं हम इसे रैखिक चरण के साथ लागू कर सकते हैं तो सिग्नल को विकृत नहीं करता है इसलिए जो हमने वास्तव में प्राप्त किया है वह कम जटिलता के साथ सीडी की गुणवत्ता प्राप्त कर रहा है ठीक है तो आपको जो चीजें मिलेंगी उनमें से एक यह है कि किसी भी प्रकार का एनालॉग प्रसंस्करण वास्तव में मुश्किल है डीएसपी के अध्ययन में बहुत बार आप एनालॉग के बारे में भी चिंता नहीं करते हैं आप सिर्फ एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के बारे में बात करते हैं लेकिन जब आप सैंपल दर को बदलने के बारे में बात कर रहे हैं तो मल्टीरेट में हमें हमेशा कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का संदर्भ देना होगा इसलिए हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं हमेशा इस बारे में बात करूं कि मैं एनालॉग डोमेन से कंटीन्यूअस टाइम डोमेन पर कैसे जाऊं और फिर वापस इसलिए इस संदर्भ में हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने रूपांतरण की समग्र प्रक्रिया की निरंतरता को कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम तक और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में कम कर दिया है इसलिए कभी भी एनालॉग फ़िल्टरिंग होता है ऐसी संभावना है कि आप इसे डिस्क्रीट टाइम डोमेन में ले जाकर इसकी जटिलता को कम कर सकते हैं और यह अपने आप में अध्ययन की एक शाखा है जिसे कंटीन्यूअस टाइम अनुप्रयोगों के डिस्क्रीट टाइम प्रसंस्करण कहा जाता है इसलिए लेकिन आज मैं आपको जो दिखाना चाहता था वह यह था कि जब हम एक बार अलियासिंग को समझ गए हैं तो हमें पता है कि एंटी अलियासिंग किया जा सकता है किसी भी डिजिटल सामग्री को बनाने से पहले एंटी अलियासिंग करना होगा यही एक सीडी को करना है और एंटी अलियासिंग की आवश्यकताएं बहुत कठोर हैं सिवाय इसके कि अगर आप मल्टीरेट तकनीक का लाभ उठाते हैं क्योंकि वैसे भी आपका सिग्नल डिजिटल डोमेन में होने वाला है जिसका अर्थ है कि आप बिना किसी कठिनाई के डिजिटल फ़िल्टरिंग कर सकते हैं और इसलिए इसका लाभ प्राप्त करें ठीक है धन्यवाद हम इसे अगली कक्षा में यहाँ प्रस्तुत करेंगे